सेंसिंग के पिछले व्याख्यान संवेदन भाग 1 में हमने विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्रकार के सेंसर के उपयोग को देखा हमने तापमान सेंसर एक्सेलेरोमीटर सेंसर गैस सेंसर जैसे सेंसर देखे हैं अलग अलग कई अन्य प्रकार के सेंसर हो सकते हैं स्मार्ट कारखानों में हम बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सेंसर के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं इस सेंसर के बारे में सुंदरता यह है कि विशेष रूप से औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए न केवल उन्हें समझता है जो कुछ भी इसे सेंस के लिए दिया जाता है लेकिन इसके साथ ही इन्हे कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ खड़े रहना होता हैं इसलिए इन्हे मजबूत होना होता हैं इन्हे कठोर पर्यावरणीय स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए जिस भी औद्योगिक परिस्थितियों में इन्हे तैनात किया जाए मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था कि एक सेंसर का डिजाइन और निर्माण एक बहु महीने मल्टीयर प्रोग्राम है और यह एक पूरी तरह से अलग बॉल गेम है अगर आप पहली बार सेंसर के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले से ही एक डिजाइन को समझते हैं तो यह एक अच्छी तरह से परीक्षण किया गया सिद्ध सिद्धांत है जो सरल है मूल रूप से हमें जो कुछ भी करना है एक बार आपके पास एक सिद्ध अवधारणा है जिसे आप लेते हैं और आप बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए जाते हैं लेकिन पहली बार अगर आप एक अनोखे प्रकार के सेंसर के साथ आ रहे हैं तो इसका डिजाइन और इसका निर्माण काफी जटिल है और यह आमतौर पर शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जो सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसर निर्माण और इसी तरह से इसमें रुचि लेते हैं यह पूरी तरह से अलग है लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं आपको गैस सेंसर में से एक सेंसर के बारे में एक संक्षिप्त विचार देता हूं एक सहकर्मी के साथ हमने IIT खड़गपुर में गैस सेंसरों का निर्माण करने और उन्हें वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए तैनात करने में रुचि ली है इसलिए इस विशेष व्याख्यान में मैं आपको इस तरह के सेंसर के बारें में बताने जा रहा हूं जो प्रयास हम कर रहे हैं और मूल रूप से जैसा कि मैंने आपको बताया कि विशेषज्ञ पूरी तरह से अलग हैं गैस सेंसर के साथ आने के लिए आवश्यक है इसलिए मैं गैस सेंसर के कार्य सिद्धांत के बारे में बात करने जा रहा हूं और फिर मैं आपको अपने एक सहकर्मी की प्रयोगशाला में ले जा रहा हूं जो मूल रूप से IIT Kharagpur में गैस सेंसर का निर्माण कर रहा है एक गैस सेंसर मूल रूप से पर्यावरण में ज्वलनशील दहनशील जहरीली गैसों की एकाग्रता की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मीथेन NOx गैसों जैसी गैसें SOx गैसें ये विषाक्त हैं और बहुत खतरनाक गैसें हैं उन्हें लगातार निगरानी में रखना होगा अगर हम वायु गुणवत्ता के बारे में बात कर रहे हैं आज की दुनिया में वायु गुणवत्ता निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे विश्व में पूरी दुनिया कहीं कम तो कहीं अधिक वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है जो पर्यावरण में बहुत सी हानिकारक गैसों के उत्सर्जन के कारण है अतः ये विभिन्न गैसों हानिकारक गैसों जैसे NOx गैसों SOx गैसों वगैरह मीथेन वगैरह की सांद्रता की गुणवत्ता इन पर लगातार निगरानी रखी जाएगी इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों और पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीवों को जोखिम में न डालें इसलिए इन व्यक्तियों को इन हानिकारक गैसों के संपर्क में आने से नुकसान न पहुंचे जो कि विभिन्न ऑटोमोबाइल द्वारा पर्यावरण में उत्सर्जित होते हैं तो गैस सेंसिंग के लिए अलग अलग तरीके हैं गैस सेंसिंग मूल रूप से ऑप्टिकल विधियों ध्वनिक विधियों chromatographic विधियों कैलोरीमीटर विधियों की सहायता से की जा सकती है जो नमी अवशोषित सामग्री कार्बन नैनोट्यूब आधारित सामग्री बहुलक सामग्री के साथ किया जा सकता है ये मूल रूप से विद्युत संस्करण हैं इसका मतलब यह है कि इस प्रकार की गैस सेंसिंग विधियाँ इस तरह की होती हैं वे पर्यावरण के विद्युत गुणों में परिवर्तन को देखती हैं जहाँ ये विभिन्न गैसें हैं विद्युत गुणों में परिवर्तन जैसे वर्तमान विशेषताओं में परिवर्तन वोल्टेज विशेषताओं में परिवर्तन प्रतिरोधक में परिवर्तन सामग्री पर्यावरण की विशेषताएं जहां ये हानिकारक गैसें हैं एकाग्रता बढ़ रही है और फिर ये मूल रूप से इन अलग अलग संकेतों को भेजते हैं प्रतिरोध मूल्य या प्रतिरोध या वर्तमान या वोल्टेज के रूप में या जो भी ये मूल रूप से वे अलग अलग तरीके हैं इसलिए हम थोड़ा और अधिक विस्तार से देखेंगे कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर आधारित गैस सेंसर कैसे बनाया जाए क्योंकि यह वह सुविधा है जो हमारे परिसर में है और मैं आपको धातु ऑक्साइड अर्धचालक आधारित गैस सेंसिंग की इस विशेष विधि के बारे में थोड़ी जानकारी दे सकता हूं तो यह इस MOS गैस सेंसर का काम का सिद्धांत है यह MOS गैस सेंसर रसायन प्रतिरोधक गैस सेंसर हैं रसायन प्रतिरोधक संपत्ति उस पदार्थ की बदल जाएगी और इस प्रतिरोधक संपत्ति को किसी चीज़ में बदलाव के साथ मापना आवश्यक है समय के साथ परिवर्तन हो सकता है या जो भी हो गैस की सांद्रता बढ़ने पर आपको उस विशेष सामग्री के प्रतिरोधक गुण में परिवर्तन दिखेगा है तो इसका मतलब है कि आपको विशिष्ट गैसों को लक्षित करने के लिए विशिष्ट चयनित सामग्रियों की आवश्यकता है यह ऐसा नहीं है कि एक पदार्थ बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की गैसों को महसूस करने में सक्षम होगी यह ऐसा नहीं है तो ये मूल रूप से चयनात्मक गैसों के लिए चुनिंदा पदार्थ हैं और इन चयनात्मक पदार्थ में प्रतिरोधक गुणों में परिवर्तन होगा समय में परिवर्तन के साथ या तापमान में या जो भी होगा इसलिए मूल रूप से हमें इस रसायन प्रतिरोधक संपत्ति को समझने की आवश्यकता है लेकिन इससे पहले हमें आधारभूत प्रतिरोध की अवधारणा को समझने की आवश्यकता है यह मूल रूप से हवा में सेंसर पदार्थ का प्रतिरोध है जब यह लक्ष्य गैस के संपर्क में नहीं आता है इसलिए यह लक्ष्य गैस मीथेन भी हो सकती है तो जब यह मीथेन के संपर्क में नहीं है तो आधारभूत प्रतिरोध क्या है यह कुछ ऐसा है जिसकी गणना करने की आवश्यकता है या आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए और फिर ये रसायन प्रतिरोधी गैस सेंसर थर्मल ऊर्जा पर निर्भर करेंगे अपने ऑपरेशन के लिए जो मूल रूप से कुछ हीटरों के माध्यम से आपूर्ति की जाती है क्योंकि इस रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए जगह लेनी होगी जिसके लिए हीटर उस विशेष सामग्री को गर्म करेगा और फिर प्रतिरोधक संपत्ति को बदलने में मदद करेगा इसलिए एक विशेष तापमान जिस पर सेंसर सबसे अच्छी प्रतिक्रिया देता है उसे अनुकूलतम तापमान लेना होगा तो प्रतिरोध मूल्य मूल रूप से बदल जाता है जब पदार्थ गैस के संपर्क में होता है सेंसर की चालकता में वृद्धि या गिरावट के आधार पर इसलिए यह उस गैस के आधार पर विशेष पदार्थ का एक विकल्प बहुत महत्वपूर्ण है जिसे लक्षित किया जा रहा है n type सेंसर में मूल रूप से प्रतिरोध बढ़ जाता है और p type सेंसर में प्रतिरोध बढ़ जाता है n type सेंसर में प्रतिरोध कम हो जाता है और p type सेंसर में उस पदार्थ के आधार पर प्रतिरोध के साथ प्रतिरोध बढ़ता है एक लक्ष्य गैस के संपर्क में है तो संवेदनशीलता में गैस सेंसर परिवर्तन की अलग अलग विशेषताएं हैं इसका मतलब है यह इनपुट में यूनिट परिवर्तन के संबंध में आउटपुट सिग्नल में बदलाव है इनपुट का मतलब लक्ष्य गैस सांद्रता है यदि आप लक्ष्य गैस एकाग्रता इकाई एकाग्रता परिवर्तन को बदल रहे हैं तो आउटपुट सिग्नल में इकाई परिवर्तन कितना है इसके संबंध में चयनात्मकता विभिन्न गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस का पता लगाने की क्षमता है स्थिरता विशेषता मूल रूप से पैरामीटर है जो एक लंबी अवधि में गैस सेंसर की गैस संवेदी संपत्ति में मजबूती को निर्धारित करती है जब यह विरोधी माहौल के संपर्क में होती है प्रतिक्रिया समय अन्य विशेषता है जो मूल रूप से संवेदक द्वारा उठाए गए समय को स्थिर करने के लिए कैप्चर करता है यह प्रतिक्रिया है जब लक्ष्य गैस को कुछ प्रतिशत तक पहुंचाना है कुछ पूर्वनिर्धारित पूर्व कॉन्फ़िगर मूल्य जैसे 80 प्रतिशत 90 प्रतिशत या जो भी हो तो उस स्थिर बिंदु पर आने के लिए कितना समय लगता है यह प्रतिक्रिया समय है प्रतिवर्तीता है कि क्या सेंसर प्रतिरोध वापस आ सकता है यह आधार प्रतिरोध मूल्य है यदि आप लक्ष्य गैस के लिए लक्ष्य पदार्थ के संपर्क को रोकते हैं और प्रतिक्रिया प्रतिशत पैरामीटर है जिसे प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन की गणना करके गणना की जाती है जब यह उजागर नहीं होने पर प्रतिरोध के संबंध में लक्ष्य गैस के संपर्क में आता है इसलिए प्रतिरोध जब यह उजागर नहीं होता है तो यह बात प्रतिक्रिया प्रतिशत होती है तो गैस सेंसर अलग अलग एप्लिकेशन ढूंढते हैं जो मैं आपको बता रहा था वह वायु गुणवत्ता निगरानी है इसी तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इस सेंसर का इस्तेमाल जहरीली गैसों के रिसाव का पता लगाने के लिए किया जा सकता है यदि एलपीजी पाइप मैनहोल या सीवेज ट्रीटमेंट प्लान का रिसाव का पता लगाया जाता है तो गैस सेंसर आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं ऑटोमोटिव एग्जॉस्ट में बहुत सारे गैस सेंसर का भी इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल सांस की जांच भी गैस सेंसर का उपयोग करती है मैं आपको इस सेंसर में से एक का डेमो दिखाने जा रहा हूं जो कि इस पर आधारित है एक गैस सेंसर है जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम है इसलिए जैसे ही इस तरह के सेंसर में मूल रूप से जैसे ही गैस सेंसर सेंस करता है यह गैसें उनकी प्रतिरोधक क्षमता उनके प्रतिरोधक गुण आधारभूत प्रतिरोध के संबंध में बदल जाती हैं इसका मतलब है प्रतिरोध मूल्य जब यह गैस सेंसर लक्ष्य गैस के संपर्क में नहीं आता इसलिए जैसा कि प्रतिरोध बदलता है मूल रूप से अलर्ट उत्पन्न होते हैं यदि एक निश्चित दहलीज पार हो गई यह गैस सेंसिंग सिस्टम का समग्र ब्लॉक आरेख है हमारे पास यह सेंसर मॉड्यूल है जिसमें किसी विशेष लक्ष्य गैस के लिए यह संवेदन सामग्री होगी तो गैस को मूल रूप से इस विशेष सेंसर मॉड्यूल के माध्यम से पारित किया जाता है और इस सामग्री को इस तरह से चुना जाता है कि वह बदलने जा रही है प्रतिरोधक गुण गैस की एकाग्रता में वृद्धि के संबंध में फिर आपके पास एनालॉग तापमान नियंत्रक है जो मूल रूप से तापमान भिन्नता की निगरानी या नियंत्रण करेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस गैस की रासायनिक प्रक्रियाओं को शुरू करने के लिए हमें कुछ हीटरों की आवश्यकता होती है जब गैस उनके पास से गुजरती है तो इस तापमान का नियंत्रण इस विशेष नियंत्रक एनालॉग तापमान नियंत्रक के माध्यम से किया जाता है फिर आपके पास किसी प्रकार का माइक्रो नियंत्रक है जो डेटा के कुछ प्रसंस्करण को करने में मदद करेगा एनालॉग या डिजिटल डेटा जो माइक्रो नियंत्रक में आता है और फिर अलर्ट को जेनरेट करने के लिए कुछ बजर या कुछ का इस्तेमाल किया जा सकता है तो यह एक एक्चुएटर की तरह होगा और फिर आपके पास एक प्रकार का पीसी है जो आपको समग्र निगरानी और प्रसंस्करण में मदद करेगा यह एक पीसी या एक लैपटॉप या किसी भी अन्य कम्प्यूटेशनल डिवाइस हो सकता है IIT Kharagpur के मैटेरियल साइंस सेंटर की गैस सेंसिंग फैसिलिटी लैब में हम वास्तव में अभी हैं इस विशेष प्रयोगशाला का नेतृत्व प्रोफेसर सुभाषिश बसु मजुमदार करते हैं इसलिए मेरे साथ प्रोफेसर बसु मजुमदार हैं प्रोफेसर मजुमदार बसु मजुमदार आपको बताएंगे कि इस विशेष गैस सेंसिंग सुविधा लैब में क्या सुविधाएं हैं वास्तव में गैस को विभिन्न प्रकार की गैस सेंसिंग सामग्री का परीक्षण करने के लिए विकसित किया गया था तो जैसा कि गैस सेंसिंग सामग्री की विशेषता होती है पोरसिटी गुण इसलिए एक बार जब आपके पास सामग्री तैयार हो जाती है तो आपको यह जानने के लिए उन्हें चिह्नित करना होगा गैस संवेदी क्षमता क्या है इसलिए हमने एक संवेदी सुविधा तैयार की है जिसे हम एक गतिशील प्रवाह गैस संवेदी सुविधा कहते हैं क्योंकि गैसें बह रही हैं इसलिए यह इस प्रकार की विभिन्न गैसों से शुरू होता है जो हम वास्तव में बाहर से खरीदते हैं और यह वायु गुणवत्ता की निगरानी करना उदाहरणों में से एक है या आप विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसों को भी समझ सकते हैं तो वर्तमान में हमारी प्रयोगशाला हाइड्रोजन की संवेदन सुविधा को मापने के लिए इच्छुक है जिसे आप देख सकते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन फिर NOx जैसी विभिन्न विषाक्त गैसों को देख सकते हैं और हाल ही में हमने कार्बन डाइऑक्साइड पर काम करना शुरू किया सांस को सेंस करने का सेंसर विकास तो यह गैस की विविधता से शुरू होता है और आपके लिए गैस को मिश्रित करने का भी प्रावधान है इसलिए गैसों को ले जाया जाता हैयह कई गुना काम है तो आप यह चुन सकते हैं कि कौन सा गैस कक्ष संवेदी कक्ष से जुड़ा होगा इसलिए हमें इस स्थान से लैब के दूसरी तरफ जाना होगा और इसलिए जो गैसें कई गुना से आ रही हैं वे चार अलग अलग लाइनें हैं और एक विशेष रूप से हम वाहक गैस के लिए उपयोग करते हैं और ज्यादातर उदाहरणों में वाहक गैस यहां है जिसमें 20 प्रतिशत ऑक्सीजन और विभिन्न प्रकार की टेस्ट गैस है तो इस गैस ने इस गैस को नियंत्रित किया वे इस द्रव्यमान प्रवाह नियंत्रक द्वारा नियंत्रित होते हैं और वर्तमान में तीन द्रव्यमान प्रवाह नियंत्रक हैं और हम 1 या 2 और जोड़ सकते हैं और इसे इस नियंत्रक द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो इस गैसों की प्रवाह दर आप स्वयं या सॉफ्टवेयर के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं और यह एक hygrometry चैम्बर के माध्यम से पास होता है इसलिए आप इस गैस की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के समाधानों का उपयोग करते हैं तो या तो आप इस गैस को शुष्क स्थिति में परीक्षण कर सकते हैं या आप गैस की आर्द्रता के प्रभाव को देखने के लिए अपनी खुद की आर्द्रता डाल सकते हैं और यह कई दीवारों के माध्यम से बहती है इसलिए यह इस तरह की रेखा के माध्यम से गुजरता है जो सेंसर कक्ष की इनपुट लाइन है इसलिए हम इस कक्ष के अंदर अपने संवेदी तत्व को डालते हैं और मैं इसे पहले भाग को हटाता हूं और आप देख सकते हैं कि यहां एक छोटा substrate है और यह दो जांच के साथ जुड़ा हुआ है और बाद में मैं आपको उस प्रकार का सेंसर दिखाऊंगा जिसे हमने विकसित किया था और बस इस आधार के बिंदु पर हमारे पास एक थर्मोकपल है हम ठीक से संवेदन कक्ष के तापमान की निगरानी कर सकते हैं और इन गैसों के इस द्रव्यमान प्रवाह दर को नियंत्रित करके हम ठीक से नियंत्रित कर सकते हैं कि इस चैम्बर के अंदर इस गैसों का पीपीएम स्तर क्या होगा इसलिए यह शुरू में ब्लॉक है हालांकि अब इसे संचालित नहीं किया जा रहा है लेकिन अगर आप इसे ठीक करते हैं तो यह एक गैस प्रूफ चैंबर है जिसमें सबसे नीचे एक हीटर है इसलिए हम तापमान को ठीक से बदल सकते हैं और आपका सेंसर वहां बना रहता है और सेंसर की सतह पर दो जांच वे इस गैस एकाग्रता के कार्य के रूप में या तापमान के एक फंक्शन के रूप में प्रतिरोध मान लेते हैं तो वहां एक तापमान नियंत्रक है इसलिए एक प्रकार के माप में मैं सेंसर के तापमान को स्थिर रख सकता हूं इसलिए हम इसे एक इज़ोटेर्मल स्थिति के रूप में कहते हैं और फिर गैस एकाग्रता को बदलते हैं तो यह माप का एक सेट है और हम सेंसर के सतह प्रतिरोध को मापते हैं समय के एक कार्य के रूप में तो यह एक प्रकार का माप है दूसरे प्रकार का माप यह है कि आप अपनी गैस की सघनता को स्थिर रखते हैं और तापमान को बदलते हैं तो तापमान के एक फंक्शन के रूप में आप उसी सेट के प्रतिरोध क्षणिक को माप सकते हैं और अगर आप इस प्रणाली को जटिल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें नमी जोड़ सकते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि आर्द्रता के स्तर पर कि यह गैस सेंसिंग कैसे किया जा रहा है तो ये तीन माप इनमें से प्रत्येक नमूने के लिए किए जाते हैं और उसके शीर्ष पर अब आप अपने नमूनों को संशोधित कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप जिंक ऑक्साइड से शुरू करते हैं फिर आप इसमें indium मिला सकते हैं तो देखें कि इस सामग्री के अंदर किस तरह की रिक्तियां हैं और छिद्र के द्वारा गैस की सेंसिंग कैसे बदली जाती है या दोष एकाग्रता द्वारा तो वहाँ एक बार आप इस प्रतिरोध क्षणिक मूल्य प्राप्त कर रहे हैं तापमान के एक समारोह के रूप में एकाग्रता के एक फंक्शन के रूप में या आर्द्रता के तापमान के रूप में फिर आपके पास विस्तृत डेटा है और हम प्रतिरोध क्षणिक के बहुत से डेटा का विश्लेषण करते हैं और हमारे पास इस तरह के माप के लिए समर्पित उपकरण हैं और बुनियादी माप जो हम एक इलेक्ट्रोमीटर के साथ करते हैं तो हमारे यहां दो इलेक्ट्रोमीटर हैं एक स्रोत माप इकाई है और दूसरा एक बहुत ही उच्च प्रतिरोधक माप प्रकार इलेक्ट्रोमीटर है इसलिए आमतौर पर हम इस इलेक्ट्रोमेटर का उपयोग क्षणिक यानी आधार डेटा को मापने के लिए करते हैं जो हम मापते हैं इसलिए ये सभी dc माप हैं तो हमारे पास एसी मापन के लिए जाने की क्षमता है तो हम प्रतिबाधा विश्लेषक द्वारा और यह हमें बताएगा कि एक डीसी माप और एसी माप के बीच क्या अंतर है और हम अपने डेटा का पूरी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी हम समय क्षेत्र में डेटा का उपयोग करते हैं या कभी कभी हम फ़्रीक्वेंसी ज़ोन में डेटा का उपयोग करते हैं Fourier transform द्वारा तो इससे हमें इस गैस सेंसिंग मटीरियल को समझने में काफी सहूलियत मिलती है और मैं आपको कुछ ऐसे ग्राफ दिखाऊंगा जो कि विशिष्ट ग्राफ हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं तो यह हिस्सा काफी उपयोगी है यह प्रतिरोध माप और यह क्षणिक माप दोनों है और हमारे पास एक और नेटवर्क विश्लेषक भी है जो मूल रूप से हम नॉइज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है जब आप गैस पास करते हैं तो प्रतिरोध बदल जाता है और गैस की एकाग्रता के आधार पर प्रतिरोध अधिक बदल जाता है तो आप इस क्षणिक डेटा से प्रतिक्रिया प्रतिशत की गणना कर सकते हैं कि यह परिवर्तन हवा में प्रतिरोध और गैस में प्रतिरोध कितना है तो यह R a माइनस R g द्वारा R a है इसलिए आप गणना कर सकते हैं कि प्रतिक्रिया प्रतिशत क्या है SDM विनिर्देश के अनुसार आमतौर पर इस तरह की गलती में कितना समय लगता है इस प्रतिरोध का 90 प्रतिशत गैस के प्रत्येक सांद्रण पर गिरता है इसलिए यह आपकी प्रतिक्रिया का समय है इसी तरह जब यह प्रतिरोध से इस आधार प्रतिरोध पर वापस आता है तो यह आपके पुनर्प्राप्ति समय है इसलिए यह जो कुछ भी हमें मिलता है उसका मूल डेटा है प्रतिक्रिया समय का फिर प्रतिक्रिया प्रतिशत का इसलिए जब आप तापमान के एक फंक्शन के रूप में करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी तापमान पर यह समान प्रतिक्रिया प्रतिशत के समान नहीं है इसलिए आप जो भी गैस का उपयोग कर रहे हैं और संवेदी सामग्री के तापमान ऑपरेटिंग तापमान पर निर्भर करता है आपके पास इस तरह की घंटी के आकार का वक्र है और इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है इसलिए मुझे लगता है कि हम इसे बेहतर तरीके से समझा सकते हैं लेकिन यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है इसलिए हमें इन बुनियादी विशेषताओं को समझने के लिए बहुत कुछ सीखना होगा लेकिन एक बार जब आप इस तरह का डेटा प्राप्त कर लेते हैं तो आपके लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि इस प्रकार के डेटा पर नमूने का आकार अपार प्रभाव के रूप में है जो एक अच्छा हिस्सा है क्योंकि आप एक से एक कर सकते हैं संरचना और संपत्ति सहसंबंध यह विशेष पोस्टर जिसे आप दिखाते हैं यह दिखाया जा रहा है कि आपके पास एक पाउडर है जिससे आप एक पल्लेट बनाते हैं दो इलेक्ट्रोड बनाते हैं और फिर इस प्रतिरोध को मापते हैं और यहाँ से अपना नमूना विन्यास एक नैनोट्यूब तरह की चीज़ या एक बुनियादी पतली फिल्म या एक एम्बेडेड नैनोस्टेक्चर या एक मोटी खोखली फ्रेम नैनोस्ट्रक्चर में बदलें ये सभी योजनाबद्ध रूप से तैयार किए गए हैं और एक से एक सहसंबंध आप ऊपरी सूक्ष्म संरचना में प्राप्त कर सकते हैं आप देखते हैं कि यह एक फूस की तरह है इस तरह के पाउडर के साथ एक छिद्र होता है जिसमें ट्यूब ठीक उसी तरह से एक खोखली ट्यूब बनाता है और अचानक गैस डिफ्यूज होगी अंदर भी अवशोषित हो जाती है इसलिए प्रतिक्रिया प्रतिशत यहाँ बहुत ही काल्पनिक है इसी तरह आपके पास नैनो रॉड पतली फिल्म है यह दिलचस्प एम्बेडेड nano duo संरचना है पहले से ही आधार कुछ प्रकार की झरझरा सामग्री है और हमने इस तरह के ट्यूबों को अंदर पैक किया और एक इलेक्ट्रोड को यहां और एक इलेक्ट्रोड को वहां रखा तो उस स्थिति में यह एक समानांतर प्रकार का प्लेट कॉन्फ़िगरेशन है जिसका हम कभी कभी उपयोग कर रहे हैं हमें सतह के प्रकार का इलेक्ट्रोड मिलता है जिसे हम जमा करते हैं तो एक बार जब आप एक ही सामग्री एक ही गैस एकाग्रता एक ही आर्द्रता एक ही तापमान की संरचना करते हुए इस तरह के नैनो करते हैं लेकिन आपको काफी बेहतर गैस सेंसिंग प्रदर्शन मिलता है तो इस प्रकार के गतिशील विश्लेषण का पूरा विचार किसी विशेष उद्देश्य के लिए आपकी सामग्री के भौतिक संशोधन को समझना है इसे चयनात्मक बनाने के लिए हम एक अन्य प्रकार की सामग्री भी तैयार करते हैं जो हम करते हैं वह कुछ भी नहीं है लेकिन materials engineering है एक ही जस्ता ऑक्साइड यह सभी गैसों को समझ सकता है या अचानक संशोधन करके मैं इसे बना सकता हूं NOx के लिए हाइड्रोजन चयनात्मक यह एक जबरदस्त materials engineering है जिसे हम इस प्रयोगशाला में करते हैं और हमें एक चयनात्मक सेंसर मिलता है इसलिए एक बार जब हमें चयनात्मक सेंसर मिल जाता है तो विचार स्वदेशी संवेदी तत्व के रूप में चयनात्मक सेंसर को पैक करना है जिसे हमारे M Tech छात्रों द्वारा विकसित किया गया था तो इस तरह के संवेदन तत्व और फिर अलग से हमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मॉड्यूल को परिभाषित करना होगा ताकि इसे सर्किट मॉड्यूल के साथ जोड़ा जा सके और जो भी हो यह सब साधन कर रहे हैं वास्तव में यह एक पोर्टेबल सेंसर का नेतृत्व करेगा ताकि आप इस सेंसर मॉड्यूल को ले जा सकें तो हमारा काम ज्यादातर सामग्री को हेरफेर करना उनके संवेदन गुणों की जांच करना है लेकिन किसी को इस सेंसर को एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए भी बनाना चाहिए ताकि हम इसे कहीं बाहर लटका सकें इसलिए किसी तरह की व्यवस्था की गई थी इसलिए यह काफी अल्पविकसित है लेकिन इस तरह की व्यवस्था की गई थी और आप इसे अपनी दीवार पर लटका सकते हैं और फिर आप दीवार में एक कमरे की खुशबू डाल सकते हैं और सिद्धांत रूप में यह विशेषताओं को करेंगे मेरा मतलब है हम करेंगे सेंसिंग अब इस तरह के गतिशील माप का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वास्तविक परिवेश में यह प्रवाह नहीं होगा इसलिए जो कुछ भी हमें मिल रहा है उसे चाहे 20 SCCM या 100 SCCM या 500 SCCM कहें तो आप अपनी संवेदी सतह पर बहुत सारी ऑक्सीजन खींच रहे हैं और जब गैसों का सेंस होता है संवेदन उत्पाद विकसित होता है तो आपको इस माप से बहुत ही विशिष्ट प्रतिक्रिया और रिकवरी प्लॉट मिलता है लेकिन आपका वास्तविक सेंसर जब भी कहीं लटका होगा तो शायद ही कोई प्रवाह होगा इसलिए हमारे पास एक डिवाइस होगा जो हमारे पास एक डिवाइस है जिसमें एक स्टैटिक चैंबर है एक स्टैटिक चैंबर जहां आप सिर्फ सेंसर लगाते हैं कुछ गैस डालते हैं और उसे बोध की अनुमति देते हैं और फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं इसलिए उस चुनौती को हमने तब लिया जब हम इस सामग्री को अच्छी तरह से समझ गए और जो कुछ भी आप कह रहे हैं इसलिए बहुत सारे उपकरण वगैरह और हमारे पास अपना माइक्रो कंट्रोलर बेस्ट सर्किट्री है और यह भी दूर से सेंस हो रहा था

इसलिए इस तरह की सभी जटिलताएं आईं और यह वास्तव में इस तरह की व्यावहारिक समस्या का समाधान करना हमारे ज्ञान से परे था इसलिए हमने विभिन्न संकाय सदस्यों का सहयोग लेना शुरू कर दिया एक प्रोफेसर मिश्रा उनमें से एक हैं जो दूर से नियंत्रित संवेदन का ध्यान रख रहे हैं यदि आप संवेदन को नियंत्रित कर सकते हैं या यदि आप डेटा अधिग्रहण कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विभाग के कुछ अन्य संकाय सदस्य प्रोफेसर सुदीप नाग विकास पर काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे ज्ञान में हम केवल यह कर सकते हैं लेकिन वह इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं इसलिए उन्होंने एक मुद्रित सर्किट बोर्ड विकसित किया जो अन्य फोरम में हो सकता है हम इस तरह की चीजों को दिखाएंगे जो इस लैब से विकसित किए गए हैं इसलिए भौतिक रूप से इस तरह की गतिविधि की कला है क्योंकि आखिरकार हमें चुनिंदा रूप से एक गैस बनाना होगा आपको पता होना चाहिए कि उनकी एकाग्रता क्या है और वास्तव में यह किस तापमान पर है अलग है इसलिए यदि यह तापमान बहुत अधिक है तो आपको उन प्रकार के सेंसर को चलाने के लिए एक अलग पावर सर्किट की आवश्यकता होती है इसलिए वे मुद्दे हैं इसलिए उस प्रतिक्रिया का उपयोग करके हम इस तापमान को कम करने के लिए कुछ कर रहे हैं और यह एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि किसी के लिए यह समझने के लिए पर्याप्त है कि वास्तव में इस प्रयोगशाला में क्या किया जाता है अब आपको सेंसर बनाना होगा साथ ही मेरा मतलब है कि यह केवल सामग्री नहीं है बल्कि विभिन्न रूपों में सेंसर है हमारे पास flugery तकनीक द्वारा एक पतली फिल्म जमा करने की सुविधा है और ज्यादातर हम इसका उपयोग अन्य प्रयोगशाला में करते हैं हमने माइक्रोवेव असिस्टेड हाइड्रोथर्मल तकनीक की है हम अपनी गैस को जानने के लिए porus सामग्री या विभिन्न प्रकार के नैनोस्ट्रक्चर सामग्री बना सकते हैं गैस के संवेदन गुण जानने के लिए प्रोफेसर बसु मजुमदार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए हम एक ऐसी सुविधा पर नज़र रखने जा रहे हैं जो हमारे यहाँ है जहाँ हम देखेंगे कि वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों को कैसे महसूस किया जाएगा हाँ वाष्पशील कार्बनिक घटक के मामले में यह उन सभी चीजों के लिए सिलेंडर प्राप्त करना मुश्किल है लेकिन आपके पास आसानी से अपना गैस लाइटर हो सकता है और आप इसमें butene गैस डाल सकते हैं आप आसानी से किसी तरह का पेंट लगा सकते हैं जहां toluene होता है इसलिए हमने एक चैम्बर विकसित किया है हो सकता है कि हमारा कोई छात्र इसे बेहतर तरीके से समझाएगा क्योंकि वह इसमें है इसे विकसित करने की प्रक्रिया के तरीके में इसलिए हम बस वहां जाएंगे और देखेंगे कि इस प्रयोगशाला में किस तरह से इस विकृति को महसूस किया जा रहा है तो अब मैं आपको मिस शमिश्ता से मिलवाने जा रहा हूँ जो एक पीएचडी स्कॉलर हैं संयुक्त रूप से प्रोफेसर बसु मजुमदार और मेरे द्वारा पर्यवेक्षित हैं इसलिए शमिता आप सेटअप की व्याख्या कर सकते हैं जो आपके पास अस्थिर कार्बनिक यौगिकों के संवेदन के लिए है जैसे मेथनॉल ब्यूटेनॉल वगैरह हां वास्तव में गैस सेंसिंग सेटअप को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है एक है डायनेमिक्स डेटा है इस के माध्यम से लिया जा सकता है हम उन प्रोब से कई सेंसर डेटा ले सकते हैं जो वहां हैं हम सेंसर का एक क्षेत्र रखेंगे और हम डेटा ले सकते हैं और यह एक वास्तविक समय गैस संवेदन प्रणाली है क्योंकि यह वास्तविक समय के वातावरण के संपर्क में है यहां स्थितियां इसोथर्मल है जिसे वास्तव में इसके लिए संवेदन के लिए उपयोग किया जाता है यह एक तापमान संवेदक के रूप में उपयोग किया जाता है और ज्यादातर यह सेंसर के लिए प्रवाह के प्रवाह में भी अमूर्त होता है और फिर आप देख सकते हैं कि यह एक तापमान नियंत्रक है यहां पीआईडी नियंत्रण इकाई का उपयोग किया जाता है हमने यहां पीआईडी नियंत्रित सर्किट डिजाइन किया है और फिर इस एनटीसी के माध्यम से जो मैंने कहा कि उस सामग्री के प्रतिरोध के तापमान के रूप में प्रतिरोध कम हो रहा है तो यह एक तरह से सिस्टम की प्रतिक्रिया के रूप में काम कर रहा है तो यह शक्ति पर निर्भर करता है जो पावर ट्रांजिस्टर है जो कि इनपुट है वह अलग अलग है और इसके आधार पर हम किसी विशेष बिंदु पर तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम हैं जिस पर हम एक प्रयोग करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि यह सेंसर के लिए आधार रेखा है सबसे पहले यह एक सेंसर है यह एक ग्लास पर निर्मित है आधार सामग्री एक ग्लास है और फिर मिट्टी जेल तकनीक का उपयोग करते हुए हमने एक स्पिन कोटिंग यूनिट का उपयोग किया है हमने कॉपर ऑक्साइड की एक पतली फिल्म विकसित की है यह एक ptype MOS है क्षमा करें धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सेंसर तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कैसे काम कर रहा है सबसे पहले जब एक विशेष अनुकूलतम तापमान पर यह जांच पर्यावरण के संपर्क में होती है तो ऑक्सीजन इस सेंसर की सतह के साथ प्रतिक्रिया करता है तो इस सतह पर कुछ रासायनिक अवशोषण प्रक्रिया हो रही है जिसके कारण हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं यह एक पी प्रकार की सामग्री है तो जो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन हैं वे उन ऑक्सीजन द्वारा उठाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अधिक आत्मीयता रखते हैं तो पी टाइप सामग्री की चालकता बढ़ रही है इसलिए हम देख सकते हैं कि जो भी वोल्टेज लेबल हमें यहां मिल रहा है वह उच्चतम वोल्टेज होगा एक परिचय के बाद हम देखेंगे कि यह कुछ इथेनॉल का पता लगाएगा तो हम देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि वहां प्रतिक्रिया हो रही है कि वोल्टेज गिर रहा है यह पता लगाने में सक्षम है कि वहाँ पर्यावरण में एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है तो शमिष्ठा को धन्यवाद शमिष्ठ क्या आप हमें इस तरह के सेंसर के विभिन्न अनुप्रयोगों के बारे में बता सकते हैं हाँ इस तरह के सेंसर का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में व्यापक रूप से किया जाता है उदाहरण के लिए यदि आप तेल और गैस उद्योग के लिए जाते हैं तो वहां काम करने वाले कर्मचारी विभिन्न हानिकारक गैसों के संपर्क में आते हैं वहां डीजल इंजनों का उपयोग मशीनरी चलाने के लिए किया जाता है तेल का कारखाना उन विकिरणों को उत्सर्जित करता है जो उत्सर्जित होते हैं जो उत्सर्जित सामग्री जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड नाइट्रोजन ऑक्साइड उन सभी चीजों के लिए बहुत हानिकारक गैसें हैं और कुछ विशेष धातुएं जो मनुष्यों के लिए बहुत हानिकारक हैं इससे फेफड़े का कैंसर श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं ठीक है बैक्टीरिया के निर्माण में रहते हुए भी आप उन स्थानों पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के संपर्क में आ सकते हैं इन गैसों की एकाग्रता की निगरानी करना बहुत महत्वपूर्ण है तो वहाँ भी अधिक व्यापक पैमाने पर इन गैस सेंसेस को विभिन्न प्रकार के उद्योगों में उपयोग किया जाता है धन्यवाद शमिष्ठा धन्यवाद प्रोफेसर बसु मजुमदार ये अंत में संदर्भ हैं अगर आप किसी भी प्रकार के धातु ऑक्साइड गैस सेंसर के डिजाइन के बारे में रुचि रखते हैं तो यह वह है जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं और कई अन्य संदर्भ भी हैं इसलिए अपनी रुचि के आधार पर आप इनमें से किसी भी संदर्भ को देख सकते हैं धन्यवाद